आइये अब क्लियरनेस इंडेक्स का अनुमान लगाने का एक तरीका जानते हैं क्लियरनेस इंडेक्स KT एक अनुपात है दैनिक इंसीडेंट एनर्जी का होरिजेंटल फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर वायुमंडलीय प्रभावों के साथ और वायुमंडलीय प्रभावों के बिना अब यहाँ कुंजी वायुमंडलीय प्रभावों साथ और बिना है अब यह बराबर है अनुपात के दैनिक इंसीडेंट एनर्जी होरिजेंटल फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर वायुमंडलीय प्रभावों के साथ जिसको Ha से दर्शाते हैं और दैनिक इंसीडेंट एनर्जी होरिजेंटल फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर वायुमंडलीय प्रभावों के बिना जिसको H0 से दर्शाते हैं अब H0 की गणना की जा सकती है यह निर्धारित करने योग्य है और इसके लिए हमने कुछ इनपुट्स जैसे लोकेलिटी की लाटीट्यूड और डे नंबर जिसे आप इसे 3D ज्योमेट्री का उपयोग करके सटीकता के साथ पता कर सकते हैं हालांकि Ha वायुमंडलीय प्रभावों के साथ एनर्जी है और इसकी गणना करना मुश्किल है लेकिन हम इसका माप सकते हैं इसलिए यदि हम Ha को सटीकता के साथ मापते हैं और Ho की गणना करते हैं तो हमें किसी भी स्थान पर KT का सटीक वर्तमान वेल्यू प्राप्त होता है तो अब हम KT को कैसे मापते हैं सबसे पहले हम प्लेस ऑफ इंटरेस्ट पर एक पाइरोमीटर रखते है अब पायनोमीटर क्या है पायरोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो इंसुलेशन को माप सकता है इसलिए इसका उपयोग सभी सोलर एनर्जी आधारित प्रयोगों में किया जाता है यह थर्मल सिद्धांतों पर आधारित होता है इसमें एक थर्मल कॉइल है और सीबेक इफेक्ट के माध्यम से यह इंसीडेंट रेडिएशन को इलेक्ट्रिक वोल्टेज वेल्यू में परिवर्तित करता है और इलेक्ट्रिक वोल्टेज वेल्यू से हमें इंसिडेंट इंसुलेशन का माप मिलता है अब मैं आपको वह पाइरोमीटर दिखाता हूं जिससे आप समझेंगे कि पाइरोमीटर से मेरा क्या मतलब है इस उपकरण को देखें यह एक पाइरोमीटर है आप देख सकते हैं कि ऊपर एक कांच का बल्ब है और अंदर एक काली वस्तु है वह थर्मल कॉइल है अब रेडिएशन थर्मल कॉइल पर गिरता है और उसे गर्म करता है तब यह हॉटस्पॉट बन जाता है क्योंकि पिरोनोमीटर की बॉडी कोल्ड जंक्शन होती है तब हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बीच एक टेंपरेचर ग्रेडियंट होगी जो कि सीबेक इफेक्ट के चलते आपको वोल्टेज देगा आउटपुट में अब इस तार के माध्यम से हम यह मापने में सक्षम होंगे कि मल्टीमीटर का उपयोग करके वोल्टेज क्या है अब यह पायरोमीटर या थर्मोकपल माप सकता है मुझे इसे खोलने दें जिससे आप नेम प्लेट देख सकें तो आप यहाँ देखते हैं की जब यह 0 V है तो आउटपुट 0 Wm2 है और यदि आउटपुट 10 V है और आउटपुट 2000 Wm2 है बेशक सूरज से मिलने वाला इंसुलेशन 1000 Wm2 से अधिक नहीं होगा इसलिए आपको इन टर्मिनलों से अधिकतम 5V मिलेंगे अब यदि आप यहाँ की ओर देखते हैं तो आप यहाँ इस हरे धब्बे को देखेंगे जो एक स्पिरिट है जो पाइरोमीटर की स्थिति को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखने का काम करेगा आप इसे एक स्थान पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख सकते हैं और फिर इसे रेडिएशन को मापने की अनुमति दे सकते हैं और यह आपको आउटपुट में वोल्टेज देगा जो कि Wm2 में इनसोलेशन का माप है पायरोमीटर एक महँगा उपकरण है इसलिए देखभाल के साथ प्रयोग करिए तो अबपाइरोमीटर को रखने के बाद पाइरोमीटर माप देता है इंसुलेशन का kWm2 में आप पूरे दिन के लिए मापें और इंटीग्रेट करें तो आपको Ha मिलेगा kWhm2 day में इसका मतलब है कि आपको Ha मिलेगा उस डे नंबर N का इसलिए यह Ha वेल्यू वह एनर्जी है kWhm2 day में जो आपको साल के एक निश्चित दिन मिलेगी तो यह आपको साल के हर दिन करना होगा जिससे आपको Ha की वैल्यू पूरे साल की मिले और अगर यह आप बहुत सालों तक करते हैं तो आपको एक सांख्यिकीय रूप से इतिहास मिलेगा जिसके आधार पर आपको विभिन्न समयों के दौरान उस जलवायु स्थिति और वायुमंडलीय अब्जॉर्प्शन का विचार मिलता है इसके बाद Ho की वैल्यू की गणना करें हम जानते हैं कि यह कैसे करना है यदि हमारे पास लाटीट्यूड और डे नंबर N है तो हम Ho की गणना कर सकते हैं उसके बाद हम Ha से Ho के अनुपात को लेते हैं और यह आपको KT की वेल्यू देगा तो यह क्लियरनेस इंडेक्स की वेल्यू हैं आप Ha की उस विशिष्ट वेल्यू को याद रखें यदि Ha को किसी विशेष दिन की संख्या के लिए गणना की गई है तो KT की वेल्यू उस विशेष डे नंबर N के लिए मान्य है तो यदि आप चाहते हैं कि KT जो ऐतिहासिक आंकड़ों को ध्यान में रखे तो Ha को खुद को पिछले वर्षों के सभी Ha मानों के सांख्यिकीय रूप से ध्यान में रखना चाहिए तो आपको KT मान मिलेगा जिस पर बेहतर प्रतिनिधित्व है जलवायु वायुमंडलीय प्रभाव तो यदि आप चाहते हैं कि KT जो ऐतिहासिक डाटा को ध्यान में रखे तो Ha को खुद को पिछले वर्षों के सभी Ha वेल्यू को सांख्यिकीय रूप से ध्यान में रखना चाहिए तो आपको KT का मान मिलेगा जो बहुत बेहतर रीप्रेजेंटेशन है जलवायु और वायुमंडलीय प्रभावों का आमतौर पर किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष दिन के लिए क्लियरनेस इंडेक्स की वेल्यू निकालने के लिए हमने Ha की वेल्यू के सहायता से पहले देखा है हालांकि यदि आप उस स्थान का क्लियरनेस इंडेक्स ढूंढना चाहते हैं जिसके लिए पहले माप नहीं किया गया है तो ऐसे में हम क्लियरनेस इंडेक्स की वेल्यू पता करने के बारे में क्या सोचते हैं इसका कर्व फिटिंग एक बहुत अच्छा समाधान है यहां भले ही हमने कुछ लाटीट्यूड के डाटा का मापा लिया हो हम एक कर्व फिटिंग मॉडल बना सकते हैंऔर अगर उस स्थान के पड़ोस में किसी भी लाटीट्यूड के लिए जहां पहले माप नहीं किए गए हैं हम वहां कर्व फिटिंग मॉडल का उपयोग करके क्लियरनेस इंडेक्स पा सकते हैं इसलिए हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं मान लीजिए हमने देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ लाटीट्यूड के लिए डाटा एकत्र किया है और हम एक स्पष्ट कर्व फिटिंग एक फूरियर कर्व फिटिंग मॉडल को लगभग सही अनुमान देने के लिए बनाते हैं तब हम किसी भी लाटीट्यूड या उन स्थानों के पड़ोस में किसी भी स्थान के लिए क्लियरनेस इंडेक्स पा सकते हैं जहां का डाटा उपलब्ध है अब क्लियरनेस इंडेक्स को निकालने के लिए आइए पहले एक मॉडल का प्रस्ताव करें KeT अनुमान द्वारा दिया गया है यह KeT अनुमान समीकरण है जिसे हमें अभी तैयार करने की आवश्यकता है साथ ही एरर भी इसलिए जब हम एक अनुमान करते हैं तो एक एरर होगी और इसलिए KT वास्तव में अनुमानित वेल्यू से अलग है या KT का अनुमानित वेल्यू कुछ एरर से KT के वास्तविक मूल्य से अलग हो जाएगा तो आइए देखें कि सबसे अच्छा KT का अनुमान क्या है कि हम उस तक पहुंच सकते हैं जो न्यूनतम एरर देगा तो इस क्लियरनेस इंडेक्स की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह पीरियोडिक है इसलिए इसमें एक वर्ष का पीरियोडिक अंतराल है और इसलिए हम अपनी फोरिअर सीरिज़ को τ 2πN 365 की अवधि के साथ फिट कर सकते हैं जहां N 1 से N 365 होता है तो यह एक वार्षिक अवधि देगा और चार साल की कर्व फिटिंग पद्धति का उपयोग करना ठीक हैं अबइस तरह फंक्शन f A1 A2sinτ A3cosτ A4sin2τ A5cos2τ को चुनें तो यह फोरिअर सीरिज़ कर्व फिटिंग मॉडल है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं जिसमें फंडामेंटल और फंडामेंटल के हार्मोनिक कंपोनेंट है यहां x क्या है x इन सभी कोअफिशन्ट पैरामीटर में निहित है और इन कोअफिशन्ट पैरामीटर को कैसे खोजना है तो यहां Ai ai1 ai2 x ai3 x2 इत्यादि जहां x स्वयं कई चीजों का फ़ंक्शन है जो वायुमंडलीय स्थितियों से संबंधित हैं तो यह लाटीट्यूड जल वाष्प बीटा एंगल इत्यादि हो सकता है तो हमारा काम अब A i को ढूंढना है ये कोअफिशन्ट वेल्यू क्या हैं और प्रत्येक कोअफिशन्ट वेल्यू x का फंक्शन है और ये x लाटीट्यूड जल वाष्प बीटा एंगल इत्यादि का फंक्शन है तो यह वह मॉडल है जिसका उपयोग कर्व फिटिंग करने के लिए किया जा सकता है और क्लियरनेस इंडेक्स KT के लिए अनुमानित इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं अब देखते हैं कि हम क्लियरनेस मॉडल को क्लियरनेस इंडेक्स के लिए कैसे बनाते हैं हम मॉडल को प्राप्त करने के बारे में समझने के लिए एक सरल मॉडल का उपयोग करेंगे और फिर मैं देश के 12 शहरों से एकत्र किए गए डाटा का उपयोग करके अधिक सटीक मॉडल दिखाऊंगा आइए हम एक के उदाहरण के माध्यम से चलते हैं और हम एक बहुत ही सरल कर्व फिटिंग मॉडल लेते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हम कर्व फिटिंग मॉडल के कोअफिशन्ट वेल्यू को प्राप्त करते हैं और फिर बाद में मैं इसे विस्तार करुंगा और इसे और अधिक सटीक मॉडल तक विस्तारित करुंगा और हम देखेंगे हम कैसे प्राप्त करते हैं क्लियरनेस इंडेक्स के लिए इक्वेशन तो हम कहते हैं कि KTe अनुमानित क्लियरनेस इंडेक्स हैअनुमानित क्लियरनेस इंडेक्स अनुमानित इक्वेशन के आधार पर है जो KTe A1 A2 sinτ A3 cosτ से दिखाया जाता है तो यह एक सरल इक्वेशन है मैंने सिर्फ फंडामेंटल हार्मोनिक लिया है जहां τ 2πN365 हैं निश्चित रूप से यह इसी रूप में हो ऐसा आवश्यक नहीं है यह एक फेस शिफ्टेड रूप में भी हो सकता है हम इस पर अधिक ध्यान देंगे जब हम सटीक मॉडल पर विचार कर रहे होंगे अब हमारा काम यह पता लगाना है कि ये कोअफिशन्ट क्या हैं अब यह कोअफिशन्ट Ai ai1 ai2 x फार्म में होंगे जहां x केवल लाटीट्यूड को दिखा रहा है x लाटीट्यूड जल वाष्प टिल्ट एंगल का फंक्शन हो सकता है जैसा कि हमने अन्य वायुमंडलीय प्रभाव से पहले कहा था लेकिन यहां इस सरल समस्या में हम x को केवल सादे लाटीट्यूड के रूप में लेंगे हमने कोअफिशन्ट को कैपिटल लेटर में दिखाया है जहां Ai ai1 ai2 x के रूप में लिया है फर्स्ट पॉलिनॉमियल ऑर्डर तक अब देखते हैं कि हम विभिन्न कोअफिशन्ट पैरामीटर्स को कैसे प्राप्त करते हैं इसलिए अब KTe को इस रूप में लिखा जा सकता है यहाँ इन कोअफिशन्ट के प्रारूप का उपयोग करके KTe a11 a12 x a21 a22 x sinτ a31 a32 x cosτ तो यह क्लियरनेस इंडेक्स की अनुमानित वेल्यू निकालने का इक्वेशन है पर हमें नहीं पता की a11 a12 a21 a22 आदि की क्या वेल्यू है अब इन कोअफिशन्ट को पता करने की ज़िम्मेदारी हमारी है और तब हम इसे किसी अन्य जगह के लाटीट्यूड और τ वेल्यू के लिए प्रयोग कर सकते हैं एरर की वेल्यू K T K Te के बराबर होगी और हमें इनके कोअफिशन्ट ऐसे पता करने हैं जिससे एरर न्यूनतम हो तब एरर की स्क्वायर वेल्यू भी न्यूनतम होगी तो हम कहते हैं कि J Σ ei 2 Σ 2 है अब एरर की स्क्वायर वेल्यू है और हम इसे कम करना चाहते हैं तो अब हम क्या करेंगे की δjδa11 δjδa12 δjδa21 δj δa22 δjδa31 δjδa32 को व्यक्तिगत रूप से 0 के बराबर करेंगे और जब आप ऐसा प्रत्येक को अलग अलग करते हैं तो हमारे पास छह इक्वेशन होंगे और 6 अज्ञात वेल्यू होंगे और बाद में यदि आप एक साथ सबको हल करते हैं तो आपको a11 a12 a21 a22 इत्यादि के मान मिल जाएंगे अब हमारे पास यहाँ अनुमानित इक्वेशन है और हमें J पता है जिसे हम न्यूनतम करना चाहते हैं जो J Σ i 2 है यह एरर का स्क्वायर है ताकि आप प्राप्त करें न्यूनतम एरर या कम से कम एरर का स्क्वायर तो δjδa11 कुछ भी नहीं है लेकिन 2Σ i है और यह 0 के बराबर है अब हम इसे अन्य पैरामीटर शब्द δjδa12 के लिए करेंगे जो 2Σ x i और यह 0 के बराबर है यदि आप δjδa12 करते हैं तो यहां 2Σ i sinτi है और यह 0 के बराबर है और δj δa22 2Σi xi sinτi 0 होगा और δjδa31 2Σi cosτi 0 और δjδa32 2Σi xi cosτi 0 होगा अब ये 6 इक्वेशन हैं जो आपके पास हैं KT एक मापी गई मात्रा है xi और τi इनपुट है KTe पैरामीटर है a11 से a32 अज्ञात हैं आप 6 अज्ञात 6 इक्वेशन को जानते हैं इसलिए आपको मापने में सक्षम होना चाहिए तो हम आगे पुनर्व्यवस्थित करते हैं

तो यह वास्तव में इस पहले इक्वेशन से आ रहा है KT और KTe का विस्तार करते हुए आपको ये सभी चीजें मिलेंगी इसी तरह यदि आप अन्य इक्वेशन का विस्तार करते हैं तो यहाँ दूसरा शब्द आप देखेंगे कि xiKTe अब वह है जो xiKTe और KT का अनुमान xi में है और जो यहाँ आता है आपके पास हर जगह xi कंपोनेंट एक कारक के रूप में आ रहा है इसी तरह तीसरा इक्वेशन लीजिए इसलिए मैं अभी इसके माध्यम से चलूंगा और सभी 6 इक्वेशन पर अपनी गति से काम कर सकते हैं अब इन 6 इक्वेशन को मैट्रिक्स रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इस तरह से मैट्रिक्स रूप में रखा जा सकता है तो आपके पास मैट्रिक्स कंपोनेंट पैरामीटर हैं a111221223132 और 6 ऑफिशिएंट पैरामीटर और यह ΣKTi Σxi KTi Σsinτi KTi Σ xi sinτi KTi Σcosτi KTi Σ xi cosτi KTi के बराबर है तो यह मैट्रिक्स को दर्शाता है आपके पास मैट्रिक्स का प्रतिनिधित्व करने वाले इक्वेशंस के 6 सेट हैं इस मैट्रिक्स को यहाँ खाली दिखाया गया है जिसमें इस xi sinτi xi sinτi cosτi आदि जैसे इक्वेशंस के कोअफिशन्ट शामिल हैंइसलिए इन सभी चीज़ों को यहाँ भरा जाएगा और इन वेल्यू की गणना की जा सकती है और यहाँ यह विशेष कॉलम वेक्टर की गणना की जाती है क्योंकि हम KTi xi sinτi आदि को जानते हैं और एकमात्र अज्ञात कॉलम वेक्टर a11a12 a21 a22 a31 a32 होगा जिसके लिए आपके पास 6 अज्ञात और 6 इक्वेशंस हैं जिनकी सहायता से आप आसानी से गणना कर सकते हैं अब हमें इनपुट डेटा पर ध्यान देने की आवश्यकता है अब इस इनपुट डेटा की आवश्यकता है क्योंकि हमें यह जानने की आवश्यकता है कि क्या वेल्यू होगी KTi xi sinτi आदि की और इस ब्लैंक कोअफिशन्ट अरे की के सभी विभिन्न तत्व क्या हैं इसलिए आम तौर पर आपको अधिक से अधिक इनपुट डेटा का एक सेट प्राप्त करना होगा ताकि आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकें हमें लाटीट्यूड डे नंबर H0 Ha KT τ x sinτ cosτ की वेल्यू की गणना करने की आवश्यकता है जिससे कि इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स की गणना की जा सके 𝝫 कुछ दिया गया इनपुट है N भी एक दिया गया इनपुट है H0 को 𝝫 और N के आधार पर गणना की जाती है Ha को पाइरोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है जिस पर हमने चर्चा की थी KT की गणना Ha और H0 के उपयोग से की जाती है τ की गणना N का उपयोग करके की जाती है x की गणना 𝝫 और अन्य वायुमंडलीय मापदंडों का उपयोग करके की जाती है इसी तरह sinτ cosτ की गणना की जाती है एक बार जब आपके पास ये सभी डेटा होते हैं तो आप a11 a12 a21 a22 a31 a32 आदि के लिए हल कर सकते हैं और इनकी वेल्यू प्राप्त कर सकते हैं और ध्यान दें कि यह एक बार की गणना है आप इसे हर बार नहीं कर रहे हैं यह आपको एक बार डेटा की एक सेट का उपयोग करके गणना करता है जिसे किसी ने भी मापा है उस दिन के डाटा का उपयोग करते हुए आप कोअफिशन्ट वेल्यू निकालते हैं जो क्लियरनेस इंडेक्स के अनुमानित इक्वेशन में जाएंगे अब क्लियरनेस इंडेक्स के अनुमान लगाने वाले इक्वेशन को KTe a11 a12 x a21 a22 x sinτ a31 a32 x cosτ के रूप में लिखा जा सकता है तो यह अनुमानित इक्वेशन बन जाता है जिसे आप सेव कर सकते हैं और एक स्थान पर रख सकते हैं या इसे MATLAB या ऑक्टेव जैसे प्रोग्राम में स्क्रिप्ट फ़ाइल के रूप में रख सकते हैं और फिर इसे x के भीतर प्रति स्थापित करके किसी भी लाटीट्यूड पर क्लियरनेस इंडेक्स का पता लगाने के लिए उपयोग कर सकते हैं फिर इस अनुमानित इक्वेशन के माध्यम से वेल्यू की गणना की जा सकती है और आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले लाटीट्यूड की सिर्फ आवश्यकता नहीं है जिसके लिए डेटा उपलब्ध कराया गया है यह पड़ोस के भीतर भी कोई अन्य लाटीट्यूड भी हो सकता है जो इसमें फिट होगा जो इसमें फिट होगा भौगोलिक स्तर पर और कर्व फिटिंग इक्वेशन के कारण यह आपको एक अच्छा अनुमान देगा अब यदि आप वापस जाते हैं और Hat का अनुमान लगाने के स्टेप्स को देखते हैं क्योंकि आखिरकार आप यही चाहते हैं यह Hat वायुमंडलीय प्रभाव मैं किसी भी स्थान पर रखे हुए फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर इंसीडेंट एनर्जी को बताता है इसलिए हमने देखा कि हमें लाटीट्यूड डे नंबर टिल्ट एंगल की आवश्यकता है और आप H0 Hot का अनुमान लगा सकते KT का अनुमान थोड़ा अलग था यही वह है जो हम पहले करना चाहते थे और फिर अब हमने मैप किया है जहां आप किसी भी लाटीट्यूड और डे नंबर के लिए KT का अनुमान लगा सकते हैं हम इस प्रकार के इक्वेशन का उपयोग करेंगे एक कर्व फिटिंग इक्वेशन जो फूरियर कर्व फिटिंग इक्वेशन है फिर हम RD पाते हैं जो Hot H0 है rT का अनुमान लगाएँ और Hat की वैल्यू rT KT H0 के रूप में करें आइए अब भारत के लिए एक कर्व फिट मॉडल पर चर्चा करते हैं यह देश के विभिन्न हिस्सों से 12 शहरों और कस्बों से लिए गए मापों पर आधारित है तो मॉडल का इक्वेशन इस प्रकार का है A1 A2sinτ A3sin2τ A4sin3τ इसलिए हम तीसरे हार्मोनिक तक जाते हैं और फिर हमारे पास कॉस शब्द भी होते हैं A5 cosτ A6 cos2τ A7 cos3τ अब यह मॉडल फ्रेम वर्क है यह एक फूरियर कर्व फिटिंग इक्वेशन मॉडल है हमें यह अनुमान लगाने की आवश्यकता है कि वायुमंडलीय मापदंडों के आधार पर A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 क्या हैं कैसे हम इन विभिन्न पैरामीटर को निकालते हैं पहले हम τ लेते थे 2πN365 पर इसकी बजाय हम 2π 365 लेंगे यह बहुत बेहतर न्यूनतम एरर देता है फिर Ai इस रूप मैं लेते हैं Ai ai1 xai2 ai3 x2 ai4 w ai5 w2 आप जानते हैं कि w क्या है w जल वाष्प है वर्टिकल कॉलम में हमने इसको शामिल किया है Ai काफीसीएंट के प्रभाव को निकालने में और x क्या है x लाटीट्यूड डिग्री 35 डिग्री है यह परिभाषा अनुमानित क्लियरनेस इंडेक्स की बहुत अच्छी सटीकता देती है अब जल वाष्प सामग्री कैसे प्राप्त करें बेशक कोई जल वाष्प सामग्री का माप कर सकता है मेट्रोलॉजिकल वेबसाइट को देख सकता है और उन्हें प्राप्त कर सकता है लेकिन फिर से यह कठिन काम है हमें इसे मॉडल में एकीकृत करने की आवश्यकता है इसलिए फिर से क्लियरनेस इंडेक्स की तरह हम "w" का अनुमान लगाने के लिए एक सब फूरियर सीरिज़ मॉडल बनाते हैं तो w G1 G2sinτ G3sin2τ G4sin3τ G5cosτ G6cos2τ G7cos3τ है जहाँ Gi gi1 gi2x gi3 x2 है जहाँ x लाटीट्यूड के रूप में परिभाषित है अब यह आपको पूरा मॉडल देगा तो पहले आप क्या करते हैं लाटीट्यूड को देखते हुए हम जल वाष्प की मात्रा का अनुमान लगाते हैं क्योंकि आपको "τ" जानने के लिए लाटीट्यूड और दिन की संख्या जानने की आवश्यकता है फिर इस अनुमानित इक्वेशन से जल वाष्प की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है फिर इसे प्लग इन किया जा सकता है Ai को परिभाषित करने के लिए और फिर इसका उपयोग करके इसे यहां प्लग करके क्लियरनेस इंडेक्स का अनुमान लगाया जा सकता है तो यह वह मॉडल है जिसका उपयोग हमने देश के किसी भी स्थान पर क्लियरनेस इंडेक्स को खोजने के लिए किया है यह काफी अच्छा मॉडल है 15 के भीतर सटीक और जो डिज़ाइन के लिए पर्याप्त है क्योंकि हम वैसे भी रूढ़िवादी हैं और हम PV पैनल डिज़ाइन कर रहे हैं तो इस मॉडल को ऑक्टेव और मैटलैब के भीतर एक स्क्रिप्ट फ़ाइल के रूप में रख सकते हैं और इसे Kte प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं